अब अगला लाइन रिएक्टेंस है हमें पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के पॉजिटिव तथा नेगेटिव रिएक्टेंस समान हैं यह 100 Ω है और आपने लाइन बेस वोल्टेज 1232 प्राप्त किया है इसलिए 100 50 क्योंकि MVA बेस हमेशा ही सामान रहेगा इसलिए 100 5012322जो कि 033 pu के बराबर है अब जीरो सीक्वेंस लाइन रिएक्टेंस 300 Ω दी हुई है पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस 100 दी हुई है लेकिन जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 300 Ω दी हुई है इसलिए 300 5012322जो कि 099 pu है इसलिए मोटर 1 के पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के लिए इसी तरीके से इसके ओह्मिक मान को इसके अपने बेस में परिवर्तित करें तथा फिर उभयनिष्ठ बेस में परिवर्तित करें इसलिए 025 5030 10112जो 0345 pu हो जाएगा अब मोटर 1 की जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 6 दी हुई है उसी प्रकार से आप इसे नए बेस में लाते हैं इसलिए 006 5030 क्योंकि मोटर की रेटिंग 30 MVA है तथा उभयनिष्ठ बेस 50 MVA है 10112 जो कि 0082 pu प्रदान करता है तो यह जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है अब अगला मोटर 2 है तो यह कुछ नहीं है आपको बस इन पैरामीटर की गणना सही सही करनी है इसलिए मोटर 2 का पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस 025 अर्थात 25 दी हुई है 5015 क्योंकि मोटर 2 की रेटिंग 15 MVA 10112 यानी 069 pu है मोटर 2 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 6 दी हुई है इसलिए 006 50 15 10112जो कि वास्तव में 0164 pu है अब रिएक्टर का रिएक्टेंस है यह 25 Ω दिया हुआ है इसलिए 25 50 112जो कि वास्तव में 1033 pu प्रदान करता है लेकिन जब आप जीरो सीक्वेंस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे होंगे तब यहां 3 Zn आएगा तो यह 3 से गुना हो जाएगा इसलिए यह 310 है जिसको हम बाद में देखेंगे तो यह प्रश्न जब आप पढ़ोगे यह पूरे स्क्रीन को ढक रहा है थोड़ा इंतजार कीजिए मैं इसे रख रहा हूं और जब आप इसे पॉज करेंगे तब इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख पाएंगे तो इस स्थिति में तो यह सभी गणना ने एक बिंदु छोड़ दिया था जब मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था वास्तव में यह g है अब मैंने इसे चिन्हित कर दिया है तो इस संदर्भ बस को आपको लेना है तो अब हमारे पास एक संदर्भ बस है यह आपका जनरेटर है और यह मोटर है जिसका सब ट्रांजियंट रिएक्टेंस दिया हुआ है यह वास्तव में Eg11 है यह संदर्भ बस है यह है और यह जनरेटर का j020 है अब इस ट्रांसफार्मर के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस जो j0805 है नेगेटिव के लिए भी समान ही रहेगा और फिर यह j 033 ट्रांसमिशन लाइन के लिए आ रहा है अब अगला ट्रांसफार्मर 2 यानी T 2 आएगा तो यह ट्रांसफार्मर है और सभी जगह में बिंदु दर्शा रहा हूं d से e के बीच एक ट्रांसफार्मर फिर e से f के बीच एक ट्रांसमिशन लाइन जो j033 pu है और फिर f से g के बीच ट्रांसफार्मर T 2 जो j0805 pu है फिर यह दो मोटर आपस में समानांतर हैं क्योंकि यह दोनों उभयनिष्ठ बस बार से जुड़े हैं यह बिंदु p और यह बिंदु q है इसका मतलब यह ट्रांसफार्मर बिंदु f तथा g के बीच में है तो यह f है फिर यह ट्रांसफार्मर है और फिर बिंदु g है और यह दो बिंदु p और q है यह बिंदु p है और यह q है तो मोटर के लिए इन पैरामीटरओं की भी गणना की गई है यह j 0345 और यह j 069 है यह Em111 तथा यह Em211 है यह प्लस माइनस है जिस को संदर्भ से जोड़ा गया है तो यह पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम है अब अगला नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम है नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम में कोई भी वोल्टेज स्रोत नहीं होगा तो नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम में अगर आप देखो तो यह बिल्कुल पॉजिटिव सीक्वेंस के जैसा ही है बस इसमें वोल्टेज स्रोत नहीं है लेकिन दूसरे पैरामीटर को देखो तो वह समान ही है क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस पैरामीटर पॉजिटिव सीक्वेंस पैरामीटर के बराबर होते हैं इसलिए केवल वोल्टेज स्रोत नहीं है यहां यह j 020 था और यहां भी यह j020 है यहां यह j 00805 है और यहां भी j00805 है यहां भी j 033 है और वहां भी j 033 यहां यह j 0805 है और यहां भी j 0805 यहां भी j 0345 है और यहां भी j 0345 है यहां भी यह j069 है और यहां भी j069 संदर्भ से जुड़ा हुआ है तो यह नेगेटिव सीक्वेंस है जिसमें कोई भी वोल्टेज स्रोत नहीं है लेकिन अन्य सभी पैरामीटर समान है अब हम जीरो सीक्वेंस डायग्राम पर आएंगे यह जीरो सीक्वेंस डायग्राम के लिए संदर्भ बस है और हम इस तरफ से उस तरफ जाएंगे Y ग्राउंड किया हुआ है तथा यह भाग ∆ है यद्यपि Y ग्राउंडेड है लेकिन ∆ के अंदर चक्रीय धारा हो सकती है और चुकी Y ग्राउंडेड है इसलिए जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित होगी जिसको संदर्भ बस से जोड़ा गया है लेकिन प्रश्न यह है कि ∆ पृथक है जिसके पास प्राकृतिक रूप से कोई चक्रीय धारा नहीं है लेकिन Y ग्राउंडेड है जिसका मतलब यह संदर्भ से जुड़ा हुआ है और यह 3Zn 310 है मैंने इसकी गणना कहीं पर की हुई है इसलिए यह 1033 गुना 3 है इस कारण से यह 310 है तथा जेनरेटर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस j006 दिया हुआ है लेकिन यह ग्राउंडेड है इसलिए यह संदर्भ से जुड़ा हुआ है लेकिन यह भाग पृथक है क्योंकि यह ∆ है यह चक्रीय धारा है जो टर्मिनल को छोड़ नहीं सकती इसलिए इसको पृथक करना होगा उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे अगला लाइन वाला भाग है यह भाग ग्राउंडेड है और यह भाग भी ग्राउंडेड है यानी दोनों भाग ग्राउंडेड है तो जीरो सीक्वेंस धारा को बहने के लिए यहां एक पथ है इस कारण से इस को संदर्भ से जोड़ा गया है क्योंकि दोनों ग्राउंड से जुड़े हुए हैं अब बीच में क्या हो रहा है यह जानना है यह ट्रांसफार्मर आ रहा है जिसका पर यूनिट रिएक्टेंस j00805 है और फिर लाइन का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस जो कि वास्तव में j099 है और यह j00805 है और फिर दूसरा ट्रांसफार्मर है तो लाइन में जीरो सीक्वेंस धारा का वहन होगा और अब अगला मोटर है एक मोटर अनग्राउंडेड है इसका मतलब इसको संदर्भ बस से नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि यह अनग्राउंडेड है और यह मोटर ग्राउंडेड है इसका मतलब इसको संदर्भ बस से जोड़ा जाएगा इसको संदर्भ बस से जोड़ा गया है जो कि 3Zn j310 है और यह j0164 है इस तरह यह बिंदु p और q है यह f से g है और फिर यह पृथक ही रहेगा यहां भी यह पृथक रहेगा क्योंकि इस भाग में ∆ चक्रीय धारा होगी जो चक्रीय जीरो सीक्वेंस धारा है और यह Y ग्राउंडेड है तो यह भाग संदर्भ से जुड़ा हुआ है लेकिन यह भाग पृथक है इसका मतलब इसमें जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित नहीं हो सकती इसलिए यह पृथक है तो यह ऐसा है और यह जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे केवल जीरो सीक्वेंस ही एक बड़ा मुद्दा है पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस आसान है पॉजिटिव सीक्वेंस में आपके पास वोल्टेज स्रोत है लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस में नहीं है लेकिन पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस के पैरामीटर आपस में समान है लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस के लिए केवल हमें ग्राउंडेड तथा अनग्राउंडेड Y या ∆ को देखना है और संदर्भ के आधार पर आपको इसे बनाना है तो यह जीरो सीक्वेंस डायग्राम है और यह काफी महत्वपूर्ण है जब आप असंतुलित फॉल्ट के प्रश्न को हल कर रहे होंगे अब अगला यह है आपको पावर सिस्टम के जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को ड्रॉ करना है जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है तो एक छोटा सा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है यह जेनरेटर को ग्राउंड किया गया है केवल पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस है मैं इसे नहीं कर रहा हूं मेरा मकसद जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को दिखाना है ठीक है तो यह आपका ∆ Y कनेक्शन है और Y ग्राउंडेड है और यह मोटर है जिसको जेनरेटर पावर सप्लाई कर रहा है और यह Y है जो अनग्राउंडेड है आप को नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम की पैरामीटर नहीं दिए हुए हैं लेकिन इसे आपको बनाना है तो जेनरेटर ग्राउंडेड है और अगर Zn ग्राउंडिंग रिएक्टेंस हो तो यह 3 Zn होगा मान लीजिए कि जेनरेटर की जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस Zg0 हो इसलिए मैंने इसे Zg0 बनाया है लेकिन इस भाग में थोड़ी देर पहले हमने अभी पहले वाले प्रश्न में देखा यह ∆ है तो यह पृथक है इसलिए यह खुला रहेगा और इस तरह Y ग्राउंडेड है और इस तरह भी ट्रांसफार्मर का Y ग्राउंडेड है तो यह यहां आएगा और यह ZT1 ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है इस ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस समान है और यह लाइन का जीरो सीक्वेंस ZL0है और यह ZT1 है और यह सभी बिंदु d e f g आप चिन्हित करें और फिर संदर्भ से जोड़ दें और यह भाग ∆ है तथा यह भाग Y है और यहां आइसोलेशन है जिसको ग्राउंड से नहीं जोड़ा गया तो यह खुला हुआ है जिस को संदर्भ से नहीं जोड़ा जा सकता और यह Zmo है तो यह ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है यह पावर सिस्टम का जीरो सीक्वेंस डायग्राम है उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे पॉजिटिव तथा नेगेटिव बहुत ही आसान है अब अगला यह है आपको चित्र 13 में दिखाए गए सिस्टम का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है तो यह जेनरेटर ग्राउंडेड है यह ∆ Y Y ∆ है और यह Y ग्राउंडेड है और पिछले वाले प्रश्न से इसमें कोई भी अंतर नहीं है केवल इतना अंतर है कि पहले वाले प्रश्न में यह अनग्राउंडेड था अब यहां हमने इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है तो यहां हमने Zg0 लिया है और हमने यह माना है कि यहां कोई भी ग्राउंड इंपीडेंस नहीं है इसलिए मैंने 3Zn नहीं लिखा है यहां Zn जीरो है तो इस स्थिति में यह Zg0 है और यह Y ग्राउंडेड है लेकिन यहां ∆ आइसोलेशन होगा तो वास्तव में यह खुला है और इस तरफ Y ग्राउंडेड है तथा इस तरफ भी Y ग्राउंडेड है यह बिंदु p है तथा यह बिंदु r है इस बिंदु को आप q कहते हैं और यह ट्रांसफार्मर के पहले हैं यह बिंदु को r होना चाहिए और यह वास्तव में q है यह बिंदु q नहीं हो सकता यह बिंदु q है और यह बिंदु r है इसलिए यह ट्रांसफार्मर ZT1 है फिर बिंदु q आएगा उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन ZL0 आएगा इस बिंदु के बाद ZT2 आएगा और फिर Y ग्राउंडेड है इसलिए यहां इसे जोड़ा गया है और यहां Y ग्राउंडेड किया गया है लेकिन यह ∆ है और आइसोलेशन है इसलिए इसको नहीं जोड़ा जा सकता तो यह इस प्रकार के नेटवर्क के लिए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है अब अगला चित्र 15 है वास्तव में यह डबल सर्किट लाइन है अब तक आपने सिंगल सर्किट के प्रश्न को हल किया है अब यह समानांतर डबल सर्किट लाइन है जिसको चित्र 15 में दिखाया गया है आपको इस पावर सिस्टम नेटवर्क के जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को ड्रॉ करना है डाटा को नीचे दिया गया है यह जेनरेटर G1 है इसकी रेटिंग 100 MVA 11 KVहै जिसका Xg10 005 है तथा G2 की रेटिंग 100 MVA 11 KV है और Xg20 005 है और ट्रांसफार्मर T1 की रेटिंग 100 MVA 11 220 KV है और इसकी XT1 006 pu है और 100 MVA है तथा फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 22011 KVहै जिसका XT2 007 pu है लाइन 1 का XL10 03 pu है और यह लाइन 2 है जिसका XL20 030 pu है और इस डायग्राम का आपको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है तो इस जेनरेटर को हमने फिर से ग्राउंड किया है और यहां हमने ∆ Y लिया है और यह डबल सर्किट समानांतर लाइन है और यह Y Y है दोनों ग्राउंडेड है और यहां भी जेनरेटर का Y ग्राउंडेड है और यहां Zn j002 दिया हुआ है और हमें 3 से गुणा करना होगा क्योंकि यह 3Zn होगा इसलिए यह j 006 हो जाएगा और यहां भी यह j002 दिया है जिसे हम 3 से गुना करेंगे जो 006 प्रदान करेगा अब प्रश्न है यह है कि मेरा मतलब अगर मैं इन सभी बिंदुओं को चिन्हित करता हूं तो यहां ट्रांसफार्मर के पहले बिंदु p सी है तथा उसके बाद q है यह e है यह f है इस तरह आप इन सभी बिंदुओं को चिन्हित करने और फिर क्रमागत रूप में आगे बढ़े तब आपको चीजें बहुत ही आसान लगेंगे तो जीरो सीक्वेंस डायग्राम के लिए सबसे पहले आप एक संदर्भ रेखा खींच ले और यह Y ग्राउंडेड है लेकिन यह ∆ है इसलिए यहां आइसोलेशन होगा और इस डायग्राम को दिखाने के बाद मैं आपको एक अभ्यास दूंगा आप ∆ Y के बदले Y Y ले लेकिन दोनों तरफ Y ग्राउंडेड है यह प्राइमरी साइड है और इनका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क खुद से ड्रॉ करें लेकिन इस अभ्यास में यह सभी Y ग्राउंडेड है इसलिए यहां जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए तो यह आपका संदर्भ बस है और अब जेनरेटर में यह वास्तव में j002 है इसलिए 3Zn जो कि j006 है यहां आइसोलेशन है क्योंकि Y ग्राउंडेड है लेकिन यह ∆ है इसलिए यहां कोई भी जोड़ नहीं होगा और यह j005 दिया हुआ है और यह 3Zn है जिसको 002 में 3 से गुना कर प्राप्त किया जाता है लेकिन यहां आइसोलेशन है लेकिन जेनरेटर का Y ग्राउंडेड है इसलिए आपको इसे संदर्भ से जोड़ना होगा अब अगला ट्रांसफार्मर है वह p बिंदु है जिसके बाद ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर T1 का XT1 दिया हुआ है और यह j 006 है और चुकी दोनों तरफ ग्राउंडेड है इसलिए जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित होगी इसलिए यहां से जोड़ा गया है इसके बाद डबल सर्किट लाइन है इसलिए दो समांतर सर्किट आप ड्रा करें तो लाइन 1 q से e तक है और इनके बीच में यह दोनों j003 है यह 03 दोनों लाइन के लिए दिया हुआ है अब अगला ट्रांसफार्मर T2 और यह Y है और यह आपका j007 है जेनरेटर 2 का भी यह भाग Y ग्राउंडेड है इसका मतलब यह 3Zn जो j006 है और इसे संदर्भ बस से जोड़ना है और जेनरेटर 2 के लिए जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस Xg2 005 दी हुई है और यह बिंदु f है तथा यह Y ग्राउंडेड है इसलिए जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित होगी और फिर आप यह ट्रांसफार्मर j007 को जोड़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न के लिए यह जीरो सीक्वेंस डायग्राम है पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस को मैं ड्रा नहीं रह कर रहा क्योंकि यह आसान है लेकिन जीरो सीक्वेंस महत्वपूर्ण है तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे तो इस प्रकार का यह एक दूसरा उदाहरण है चित्र 17 में दिखाए हुए पावर सिस्टम का डायग्राम ड्रा करें डाटा नीचे दिया हुआ है Xg0 दिया हुआ है तथा Xmo भी दिया हुआ है ट्रांसफार्मर T1 भी दिया हुआ है XT2 दिया हुआ है तथा दोनों लाइन लाइन 1 तथा लाइन 2 दिया हुआ है लाइन 1 का रिएक्टेंस XL10 और लाइन 2 का रिएक्टेंस XL20 है वास्तव में दोनों समान है मतलब दोनों का रिएक्टेंस बराबर है तो यह सभी पैरामीटर आपको दी हुई है और आपको जीरो सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करना है इस स्थिति में भी वही चीज लेकिन कोई Y ∆ ट्रांसफार्मर नहीं है यह Y ग्राउंडेड है यह Y भी ग्राउंडेड है सभी Y ग्राउंडेड है लेकिन यह मोटर अनग्राउंडेड है इसलिए आप संदर्भ बस ले इसलिए जेनरेटर का Y ग्राउंडेड है और जेनरेटर का Zn नहीं दिया हुआ है सिर्फ j005 दिया हुआ है ट्रांसफार्मर के लिए यह j012 pu है और यह सभी Y कनेक्टेड है केवल इस मोटर को छोड़कर तो इस संदर्भ बस से शुरुआत करते हैं यह ट्रांसफार्मर T1 है और फिर डबल सर्किट लाइन दोनों लाइन के लिए j07 दिया हुआ है और फिर यह Y Y है और इस ट्रांसफार्मर के लिए भी यह 010 दिया हुआ है तो यह बिंदु f है फिर उसके बाद यह अनग्राउंडेड है और इस अनग्राउंडेड मोटर का रिएक्टेंस j003 है यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए कोई गलती ना करें मानो कि आप यहां पर आ गए और फिर उसके बाद आपने इसे ऐसे जोड़ दिया यह अनग्राउंडेड है तो आप आइसोलेशन कर दोगे यह ऐसा नहीं है यह भाग Y Y है आपने इसे ग्राउंड कर दिया लेकिन यह अनग्राउंडेड है इसलिए j003 ले फिर इसे खुला छोड़ दे क्योंकि यह अनग्राउंडेड है तो इसलिए यह जीरो सीक्वेंस डायग्राम है अब यह अंतिम है इस पावर सिस्टम का जीरो सीक्वेंस डायग्राम ड्रा करें जिसे चित्र 19 में दिखाया गया है तो आपके पास एक जेनरेटर स्टार ग्राउंडेड है और आपने इन बिंदुओं को p l m n e q g a f u से चिन्हित किया है यह ∆ Y ट्रांसफार्मर है जिसका स्टार ग्राउंडेड है यह Y ∆ है जो कि अनग्राउंडेड है तो इस स्थिति में आपको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है तो आप एक संदर्भ बस लेते हैं मैंने इसे नीचे लिया हुआ है यह मेरे लिए इस तरह से ड्रॉ करना आसान होगा अब यह Zg दिया हुआ है इसलिए यह 3 Zg हो जाएगा और जेनरेटर 1 का Xg10 दिया हुआ है और यह ग्राउंडेड है इसलिए इसको संदर्भ बस से जोड़ना पड़ेगा फिर यह भाग ∆ है लाइन 1 के लिए यह ∆ है तथा लाइन 2 के लिए भी यह ∆ है इसलिए यहां आइसोलेशन होगा यहां कोई भी कनेक्शन नहीं है फिर यह Y ग्राउंडेड है तो लाइन 1 ग्राउंडेड है इसलिए इसको यहां संदर्भ बस से जोड़ा गया है फिर XT1 को ले फिर लाइन 1 के XL10 को ले फिर ट्रांसफार्मर 2 के रिएक्टेंस XT2 को ले लेकिन यहां Y ग्राउंडेड नहीं है इसका मतलब यह आइसोलेशन में है यह खुला रहेगा क्योंकि Y ग्राउंडेड नहीं है और अगर आप इस भाग की तरफ आएंगे तो यहां इस जेनरेटर का Y अन ग्राउंडेड है इसलिए यह संदर्भ से नहीं जुड़ेगा यह Xg20 है और यह आपका बिंदु e तथा f है लेकिन यह ∆ है इसलिए यह पूरी तरह खुला रहेगा और क्योंकि यह ∆ है इसलिए इसमें चक्रीय धारा प्रवाहित होगी लेकिन यह धारा इस ∆ टर्मिनल को छोड़ नहीं सकती है इसलिए यह पृथक रहेगा और लाइन 2 के लिए भी यह ग्राउंडेड है और यह लाइन वास्तव में XL20 है और यह ट्रांसफार्मर XT4 है लेकिन इसका Y ग्राउंडेड है तो इस तरह से उदाहरण का यह जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए तब आपके लिए यह सभी चीजें आसान हो जाएंगे तो इसके साथ हमने सिमिट्रिकल कंपोनेंट को पूरा किया और मैंने सभी तरह के पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस को आपको दिखाया लेकिन जब आप पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रा कर रहे हो तब वोल्टेज स्रोत को सर्किट में रखेंगे तो यह बहुत ही आसान है और नेगेटिव सीक्वेंस के सभी पैरामीटर वास्तव में यह पॉजिटिव सीक्वेंस के समान है इसमें केवल वोल्टेज स्रोत नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस काफी आसान है लेकिन जीरो सीक्वेंस के लिए आपको इसे सही सही ड्रा करना है और जब आप फॉल्ट स्टडी के प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे तब आप को पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट काफी उपयोगी लगेगा तो इस तरह से सिमिट्रिकल कॉम्पोनेंट समाप्त होता है तथा दूसरी बात जो मैंने आपको A 1 के बारे में बताई थी वह A 1 13 A conjugateT है जिसे याद करना बहुत ही आसान है आप को A मैट्रिक्स पता है जिससे आप आसानी से A 1 प्राप्त कर सकते हैं अब हम असंतुलित असममित फॉल्ट से शुरुआत करेंगे यह फॉल्ट वास्तव में पावर सिस्टम में होता है और इस तरह के फॉल्ट काफी कॉमन है क्योंकि पहले हमने थ्री फेज फॉल्ट को देखा है जिसके होने की संभावना काफी कम है लेकिन इस तरह के फॉल्ट के होने की संभावना काफी ज्यादा है तो एक संट प्रकार के फॉल्ट होते हैं तथा दूसरे सीरीज प्रकार के लेकिन संट प्रकार के फॉल्ट में लाइन से ग्राउंड फॉल्ट काफी कॉमन है तथा दूसरी बात यह है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट भी काफी कॉमन है कभी कभी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी होता है लेकिन कभी कभी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी काफी तीव्र होता है और कभी जनरेटर टर्मिनल के पास थ्री फेज फॉल्ट होने से भी तीव्रता बढ़ जाती है अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जनरेटर टर्मिनल के पास हो तो यह लगभग 3 फेज फॉल्ट के बराबर होती है लेकिन एक साथ दो फॉल्ट का होना उदाहरण के लिए मानो फेज a से ग्राउंड फॉल्ट और फेज c से ग्राउंड फॉल्ट इस तरह के फॉल्ट के होने की संभावना काफी कम होती है या फेज a से ग्राउंड फॉल्ट तथा फेज b और c लाइन टू लाइन फॉल्ट के होने की संभावना काफी कम होती है इसलिए हम उनके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इनके होने की संभावना लगभग ना के बराबर इसलिए सिंगल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और सीरीज प्रकार के फॉल्ट के उदाहरण के लिए जैसे ओपन कंडक्टर फॉल्ट मानो अचानक से कंडक्टर खुल जाए यह काफी दुर्लभ है लेकिन एक कंडक्टर ओपन तथा दो कंडक्टर ओपन को हम देखेंगे और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो इस तरह अनबैलेंस फॉल्ट का विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके होने की संभावना काफी ज्यादा है इसलिए इस स्थिति में अन बैलेंस फॉल्ट का विश्लेषण रिले सेटिंग फेज स्विचिंग तथा सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काफी कॉमन है इसलिए आगे हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में देखेंगे